व्याख्यान संख्या 17 में आपका स्वागत है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर इस पाठ्यक्रम की प्रक्रिया नियंत्रण पर समापन पाठ है इसलिए इस समापन पाठ में हम दो चीजों को देखेंगे हमने पीआईडी एल्गोरिथम देखा है हमने कई नियंत्रण कण्ट्रोल स्ट्रक्चर्स देखी हैं आज हम इम्प्लीमेंटेशन के मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं यदि आप वास्तव में एक नियंत्रण लूप बनाना चाहते हैं तो प्रक्रिया के लिए क्या करना है कई चीजें हैं जो आपको करनी हैं यदि आप बाजार में एक पीआईडी नियंत्रक खरीदने के लिए जाते हैं तो आप कई विशेषताओं के साथ नियंत्रक पाते हैं और आप संक्षेप में आपको उन्हें समझने की आवश्यकता है और दूसरी बात यह है कि चूंकि हम अपने महत्वपूर्ण मॉड्यूल को प्रक्रिया नियंत्रण पर बंद कर रहे हैं इसलिए हम नियंत्रण पर फिर से एक पक्षी की नजर डालेंगे और कुछ तथ्यों का उल्लेख करेंगे जिन्हें हमें याद रखना होगा क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नियंत्रण का अध्ययन करते हैं तो हम अक्सर ध्यान केंद्रित करते हैं हम अक्सर नियंत्रण समस्या के एक हिस्से पर बहुत ध्यान से ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं लेकिन वे नियंत्रण के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं और मैं आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसलिए इस व्याख्यान का यह उद्देश्य है अनुदेशात्मक उद्देश्यों को सबसे पहले वर्णित किया जाता है एक इंडस्ट्रियल कण्ट्रोलर की विशिष्ट विशेषताएं आप एक विशिष्ट नियंत्रक में क्या उम्मीद कर सकते हैं बहुत भिन्नताएं हैं लेकिन हमारे पास केवल एक विशेष मामले को देखने का अवसर होगा PID समीकरणएक्वेशन के विभिन्न प्रकार हैं यदि आप PID समीकरणएक्वेशन को पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि यह एकमात्र संस्करण है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही संस्करण आपके नियंत्रक को मौजूदा करेगा ऐसा नहीं है कई निर्माता पीआईडी नियंत्रक को विभिन्न तरीकों से लागू करते हैं और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि लाभ प्राप्त करने से पहले पीआईडी नियंत्रक कार्यान्वयनइम्प्लीमेंटेशन की प्रमुख व्यावहारिक विशेषताओं का वर्णन करें यदि आप एक पीआईडी नियंत्रक बनाना चाहते हैं तो कुछ निश्चित तथ्य हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है तो उन चीजों और उन कारकों को समझें जो फीडबैक लूप में नियंत्रण प्रदर्शनकंट्रोलर परफॉरमेंस को सीमित करते हैं इसलिए किसी को यह समझने की जरूरत है कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है किन कारणों से समस्याएं पैदा होती हैं एक विशेष प्रक्रिया के लिए नियंत्रण कार्य करने में सक्षम होने से पहले जानना ज़रूरी हैं तो आइए हम कार्यान्वितइम्प्लीमेंटेशन मुद्दों इम्प्लीमेंटेशन मुद्दों के साथ शुरू करें तो हम पहले एक इंडस्ट्रियल PID कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन को देखते हैं यह एक बहुत ही विशिष्ट विनिर्देशस्पेसिफिकेशन है यह एक हनीवेल PID नियंत्रक से अनुकूलित है जो बहुत बहुत और हनीवेल एक मानक कंपनी है जो इस क्षेत्र में प्रक्रिया नियंत्रण में बहुत प्रसिद्ध कंपनी है इसलिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कई विशेषताएं हैं पहले उसके पास आपके पास यह कहता है कि आपके पास अलार्म और रिले आउटपुट के साथ पीआईडी है तो आप कर सकते हैं आप प्रक्रिया की स्थितियों के आधार पर आप कुछ अलार्म आउटपुट सेट कर सकते हैं हो सकता है कि यह होगा यह कुछ उद्घोषणाअंनुनशीएशन या रिंग और एक बजर को हल्का करेगा और यह भी कुछ प्रदान करता है कुछ रिले आउटपुट प्रदान करता है ताकि यदि आपको ज़रूरत हो आप चीजों को स्विच कर सकते हैं या इसे स्वचालित से मैन्युअल में स्थानांतरित कर सकते हैं आप विभिन्न चीजें कर सकते हैं इंजीनियरिंग इकाइयों में कॉन्फ़िगरेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम तौर पर प्रक्रिया नियंत्रण इंजीनियर वे इलेक्ट्रॉनिक्स लोग नहीं होते हैं न ही वे हमेशा नियंत्रण इंजीनियरों का अनुभव करते हैं जो वे आमतौर पर प्लांट इंजीनियर होते हैं इसलिए वे प्रक्रिया के क्षेत्र में चीजों को समझते हैं इसलिए प्रक्रिया की इंजीनियरिंग इकाइयों के संदर्भ में लाभ समय आउटपुट और इनपुट को समझने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप एक फ्लो फीडबैक ले रहे हैं तो आप किसी को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि फ्लो क्या है हमें प्रति मिनट के बजाय मीटर क्यूब कहते हैं वास्तव में फीडबैक संभवतः वोल्टेज या करंट के रूप में आ रहा है 5 वोल्ट या 4 से 20 मिली एम्पीयर लेकिन सीखना लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग इंजीनियर के संदर्भ में सब कुछ व्यक्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया इंजीनियर के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये हैं यह तुच्छ लग सकता है जब आप एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन वे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है अधिकांश पीआईडी नियंत्रक है RS232 और RS485 जैसे मानक संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए संचार संचार मानक संचार का समर्थन करेगा इसलिए इनका उपयोग कई प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है SCADA इंटरफ़ेस के लिए प्रावधान SCADA का अर्थ है हम इसके लिए एक सफ़ेद पेन सुपरवाइजरी कण्ट्रोल और डेटा एक्वीजीशन अधिग्रहण का चयन करते हैं इसका मतलब है कि नियंत्रक क्षेत्र में हो सकता है एक मशीन या एक अलग जगह पर जबकि नियंत्रक को एक अलग जगह से निगरानी की जा सकती है शायद एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष इसलिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एक पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा एक्वीजीशन इंटरफ़ेस की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा नियंत्रण कक्ष में बैठकर आप नियंत्रक की निगरानी कर सकते हैं और नियंत्रण लूप का प्रदर्शन देख सकते हैं तो यह आमतौर पर प्रदान किया जाता है यह इन संचार मानकों का उपयोग करके किया जा सकता है और इसे एक PC के साथ इंटरफेस किया जा सकता है और फिर एक विज़ुअलाइज़ेशन स्टैण्डर्ड का उपयोग करकेPC पर बहुत अच्छा विज़ुअलाइज़ेशन सॉफ़्टवेयर उपलब्ध है तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं फिर तापमान समय के लिए सुविधाएं हैं यह विशेष रूप से नियंत्रककण्ट्रोलर मुख्य रूप से तापमान नियंत्रण एप्लिकेशन के लिए बनाया गया था आप कई बार करेंगे आप पाएंगे कि तापमान नियंत्रक प्रवाह नियंत्रक दबाव नियंत्रक के रूप में चिह्नित हैं इसलिए वे हैं सभी PID कण्ट्रोलर हो सकते हैं लेकिन वे कुछ कारणों के कारण इस तरह चिह्नित हैं उदाहरण के लिए सबसे पहले आप पाएंगे कि वे उस विशेष प्रकार के इनपुट का अधिकार ले पाएंगे तो एक तापमान नियंत्रक के लिए शायद थर्मोकपल या आरटीडी को इंटरफ़ेस करने के लिए एक सीधी सुविधा होगी इसी तरह एक फ्लो कंट्रोलर के लिए एक फ्लो सेंसर के लिए सीधा इंटरफेस होगा जो संभव है दूसरी बात यह है कि हमें पता चलता है कि तापमान प्रवाह दबाव ये नियंत्रण अनुप्रयोग आम तौर पर अलग अलग बैंडविड्थ पर काम करते हैं इसलिए जब तापमान नियंत्रक हो सकता है तो तापमान नियंत्रक होना पर्याप्त हो सकता है जो 10Hz बैंडविड्थ के भीतर है प्रवाह नियंत्रण के लिए आपको 100Hz जैसी किसी चीज की बैंडविड्थ की आवश्यकता हो सकती है और दबाव नियंत्रण के लिए आपको अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता हो सकती है आप शायद 500Hz की तरह कुछ जानते हैं तो हर चीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसी के अनुसार बनाया जाना है तो आपके पास एक हो सकता है यदि आप जानते हैं तो आपके पास नियंत्रक में एक एंटी अलियासिंग फ़िल्टर हो सकता है और एंटी अलियासिंग फ़िल्टर बैंडविड्थ को नमूनाकरण समय से तय करना होगा जैसा कि हम सभी करते हैं जानिए और इस पर निर्णय लिया जा सकता है कि यह किस प्रकार का नियंत्रण है तो एक तापमान नियंत्रक के लिए एंटी अलियासिंग फिल्टरप्रेशर कंट्रोलर दाब नियंत्रक के लिए उस उपयोग से काफी अलग होने की संभावना है तो यह एक तापमान नियंत्रक है अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं इसलिए एक तापमान समय प्रदान करने के लिए एक सुविधा है प्रोफ़ाइल सेट रैंप आप जानते हैं कि वहाँ कुछ प्रक्रियाएं लगातार हो सकती हैं जहां आपको तापमान रखने की आवश्यकता नहीं है दूसरी ओर आपको इसकी आवश्यकता होती है हो सकता है कि इसे कुछ समय के लिए t1 पर स्थिर रखें हो सकता है 10 मिनट और फिर इसे t2 तक दो मिनट के लिए रैंप पर रखें और फिर इसे t2 पर 20 मिनट तक रखें और फिर इसे 0 पर रैंप करें इसलिए इस तरह के तापमान प्रोफाइल को विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए स्थापित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अक्सर बहुत तापमान संवेदनशील होते हैं इसलिए यहां उन्होंने एक सुविधा प्रदान की है जिसके द्वारा आप वास्तव में इसे स्थापित कर सकते हैं आप जानते हैं यह सेट रैंप और उनके टेम्परेचर टाइम फ़ाइल जो कि इस मामले में बहुत उपयोगी होंगे इसी तरह प्रक्रियाएं बदलती रहती हैं क्योंकि आप जानते हैं विशेषताओं के कारण आप भट्टियों को जानते हैं ईंटों की अध पतन की आग की परत हीट ट्रांसफर केफीसिएंट में परिवर्तन जमा आमतौर पर हीट एक्सचैंजेस हीट ट्रांसफर केफीसिएंट में परिवर्तन के कारण होते हैं उदाहरण के लिए एक संयंत्र प्लांट है जहाँ आप कहते हैं मध्य पूर्व में लोग समुद्र के पानी का उपयोग करके पीने का पानी बनाते हैं इसलिए इसे डिसेलिनेशन प्रक्रिया कहा जाता है और यह पता चलता है कि इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा है यह एक बहुत ही ऊर्जा गहन प्रक्रिया है और हीट ट्रांसफर केफीसिएंट बहुत महत्वपूर्ण है ताकि संयोग से हीट ट्रांसफर केफीसिएंट बदल जाता है क्योंकि वहाँ हैं पाइप आप समुद्री जल से जमा प्राप्त करते हैं इसलिए ऐसे मामलों में कुशल प्रतिक्रिया के साथ साथ ऊर्जा दक्षता जैसी चीजों के लिए आपको समय समय पर PID कंट्रोलर को ट्यून करने की आवश्यकता होती है और इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए एल्गोरिदम प्रदान किया है जो आपको यह जानते हुए उपयोग करते हैं फजी मतलब अगर वहाँ एक विशेष तकनीक है जिसे फ़ज़ी सेट सिद्धांत का उपयोग करके बुलाया जाता है जिसका उपयोग कंट्रोलर को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है तो आप ताकि आप फ़ज़ी और अडाप्टिव ट्यूनिंग हो सकते हैं इसका मतलब है कि लगातार प्लांट के परिवर्तन के रूप में अपनाता रहता है इसलिए आप चुन सकते हैं इनमें से एक PID सेटिंग्स प्राप्त करने के लिए आप कुछ विशेष उद्देश्य वैकल्पिक नियंत्रण एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं जो निर्माता एक बंडल फैशन में प्रदान कर रहे हैं तो वे वास्तव में हैं उनके पास कुछ अनुभव है उन्होंने कुछ एल्गोरिदम डिजाइन किए हैं जो हैं जो कुछ ऍप्लिकेशन्स में अच्छी तरह से काम करते हैं इसलिए वे आपको कुछ वैकल्पिक कण्ट्रोल एल्गोरिदम प्रदान कर रहे हैं हो सकता है कि पीआईडी के कुछ वेरिएंट हैं इसलिए आप उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं अगर आप चाहते हैं तो कभी कभी आपको पीआईडी मापदंडों के दो अलग अलग सेटों की आवश्यकता हो सकती है और आपके पास होने की आवश्यकता है इसलिए आपको दोहरे सेट पॉइंट देने की आवश्यकता है इसलिए आप सभी समान प्रक्रिया में दो अलग अलग पीआईडीमापदंडों का उपयोग कर सकते हैं शायद दो अलग अलग मोड के आधार पर उदाहरण के लिए आप जानते हैं उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि हीट कूल पीआईडी कंट्रोलर ठीक हैं इसलिए कभी कभी एक ही उपकरण को गर्म करना पड़ता है हम कहते हैं कि निर्माण करें हमें एक हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग एचवीएसी एप्लिकेशन लें ताकि बेसमेंट में नीचे उतर सकें आपके पास हीटर है जो संभवतः एक संचालित करेगा मूल रूप से नियंत्रक स्टीम बॉयलर का संचालन करेगा या आपके पास एक चिलर हो सकता है जो ठंडे पानी का उपयोग करके केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग का संचालन करेगा इसलिए आप उपयोग कर सकते हैं इसलिए इन दोनों को एक ही नियंत्रक बॉक्स से नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन चूंकि ये दो अलग अलग उपकरणों को नियंत्रित कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि दो अलग अलग पीआईडी नियंत्रकों की आवश्यकता होगी और उनके लिए आपको दो अलग अलग सेट पॉइंट्स की आवश्यकता हो सकती है इसलिए ऐसी सुविधाएं यहाँ प्रदान की गई हैं और अंत में आपके पास रिमोट सेट पॉइंट ऑपरेशन हो सकता है जहाँ मूल रूप से रिमोट सेट पॉइंट यह SCADA का एक सबसेट है यदि आप पास दूरस्थ स्थान से पर्यवेक्षी नियंत्रणकरना चाहते है है तो आप सेट पॉइंट दे सकते हैं शायद कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर सेट पॉइंट्स दे सकता हैओके तो यह एक है यह वही है जो एक विशिष्ट पीआईडी नियंत्रक जैसा दिखता है और यदि आप इस इनपुट आउटपुट को देखते हैं सभी नियंत्रक इनपुट आउटपुट बहुत महत्वपूर्ण हैं तो यह 0 से 5 वोल्ट डीसी या 1 से 5 वोल्ट डीसी 1 से 5 वोल्ट डीसी कभी कभी प्रदान करता है आप जानते हैं तार टूटने या शॉर्ट्स टू ग्राउंड या आपके पास 4 से 20mA हो सकता हैइसलिए आपके पास दो इनपुट हैं उनमें से एक पर यह 0 से 5 वोल्ट या 1 से 5 वोल्ट डीसी और 4 से 20mA तक ले सकता है और दूसरे इनपुट में इसे 1 से 5 वोल्ट डीसी और 20mA और आउटपुट के रूप में ले सकता है 0 से 5 वोल्ट डीसी और 4 टू 20 mA प्रदान करें और इसी तरह यह सीधे ले जा सकता है एक प्रकार का थर्मोकपल या पीटी 100 आरटीडी यह ले सकता है यह डिजिटल अलार्म आउटपुट दे सकता है या यह रिले आउटपुट NO और NC संपर्क के रूप में भी दे सकता है और ये सभी जो आपके पास वास्तव में कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं आप वास्तव में कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं आप कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं और नियंत्रक सेट कर सकते हैं तो यह एक विशिष्ट इंडस्ट्रियल PID कोंट्रॉल्लेर है जिसे देखा जा रहा है हमें याद रखें हमें इस पॉइंट पर आना चाहिए कि PID कोंट्रॉल्लेर क्या है और इसकी व्याख्या क्या है लाभ है यह पता चलता है कि कई PID कोंट्रॉल्लेर हैं जो पीआईडी एक्वेशन के कई रूप हैं जो आज उद्योग उपयोग में हैं इसलिए उदाहरण के लिए आपके पास यह फ़ॉर्म है जिसे कहा जाता है जिसे मैं फ़ॉर्म एक कहता हूं आपके पास दूसरा फ़ॉर्म है जो फ़ॉर्म दो है जो संभवतः पाठ्यपुस्तकों में सबसे लोकप्रिय है और फ़ॉर्म तीन जो आप जानते हैं जो कि अब्स्ट्रक्ट कण्ट्रोल सिस्टम का एक प्रकार है आमतौर पर यदि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों से पूछते हैं तो आप इसे इस रूप में देखना चाहेंगे इसलिए जब रासायनिक प्रक्रिया इंजीनियर संभवतः इस फॉर्म और इन दो रूपों का उपयोग करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस Kc Kc' Kc में सभी नियंत्रक लाभ के लिए खड़ा हैTi एक इंटीग्रल या रिसेट टाइम या वन बय रिसेट रेट और टीडी Td डेरीवेटिव टाइम है और केडी Kd डेरीवेटिव गेन है इसलिए कभी कभी आप यहां जानते हैं हमारे पास एक केडी Kd है इसलिए यह Kd एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है हम अभी इस पर चर्चा करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्म हैं ऐसा क्यों है तो चलिए पहले फॉर्म को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं आपको यह समझने की जरूरत है कि आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि आपका पीआईडी नियंत्रक इनमें से किन रूपों का उपयोग कर रहा है क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से ग्रहण करते हैं यह उन फॉर्म में से एक का उपयोग कर रहा है जिसके साथ शायद आप परिचित हैं और यदि नियंत्रक वास्तव में किसी अन्य रूप का उपयोग कर रहा है तो आप जो गणना करने जा रहे हैं वह लाभ सेटिंग्स उस रूप के लिए ठीक नहीं होने जा रही हैं तो आइए हम फॉर्म ओनेम को देखते हैं जो वास्तव में एक रूप है जिसे कभी कभी सीरीज कहा जाता है या क्लासिकल फॉर्म इस नाम का कारण यह है कि सबसे पहले सीरीज है कि आप समझ सकते हैं कि यह सीरीज में है इसलिए यह एक शब्द है और यह है अन्य शब्द और यह दूसरा शब्द है इसलिए यहाँ तीन शब्द हैं जो गुना हो रहे हैं इसलिए वे सीरीज में हैं यह क्यों बातचीत कर रहा है यह बातचीत कर रहा है क्योंकि उदाहरण के लिए यदि आप बदलते हैंतो दूसरे फॉर्म के संबंध में जो शायद सबसे लोकप्रिय है यदि आप बदलते हैं इनमें से कोई भी अगर हम KC को बदलते हैं तो इंटीग्रल टाइम है और मूल रूप से इंटीग्रल है और डेरीवेटिव गेन बदल जाएगा अगर आप Ti बदलते हैं वे भी बदलेंगे अगर आप Td बदलते हैं तो वे भी बदल जाएंगे और फिर वे सभी बदल जाएंगे इसलिए आप उस इंटरैक्शन को देखें वे इंटरैक्शन करते हैं कि क्या आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसे बहुत सावधानी से नहीं करते हैं वास्तव में समीकरणों को हल करने से यदि आप बस Ti बदलते हैं ऐसा नहीं है कि केवल इंटीग्रल टाइम बदलने जा रहा हैडेरीवेटिव टाइम भी बदल जाएगा और प्रोपोरशनल गेन भी बदल जाएगा इसलिए परिवर्तन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं यही कारण है कि इसे एक इंटरैक्ट नियंत्रक कहा जाता है यह है एनालॉग कहा जाता है क्योंकि पुराने दिनों के न्यूमैटिक नियंत्रणों में मूल इस नियंत्रक के पास है वास्तव में यह पता चला है कि न्यूमैटिक तत्वों का उपयोग करते हुए इस रूप में पीआईडी एक्वेशन उत्पन्न करना आसान था आप जानते हैं चीजों को पसंद करते हैं ओरिफिस जैसी चीजें और फिर धौंकनी फ्लैपर नोजलऐसी चीजों के साथ इसे इस रूप में बनाना आसान है न कि समानांतर रूप में सही इसलिए इसे एनालॉग और क्लासिकल कहा जाता है तो मूल रूप से यह फॉर्म आया या न्यूमैटिक नियंत्रकों से उत्पन्न हुआ और अभी भी कायम है डिजिटल नियंत्रकों के अधिकांश प्रमुख विक्रेता एल्गोरिथम का यह फॉर्म प्रदान करते हैं क्योंकि फिर से आप जानते हैं कि विरासत ठीक चल रही है इसलिए यदि आप दूसरे फॉर्म को देखते हैं तो यह सबसे अधिक सामान्य है इसे गैर अंतःक्रियात्मकता नॉन इंट्रक्टिंग कहा जाता है हालांकि यह वास्तव में आंशिक रूप से नॉन इंट्रक्टिंग है इस अर्थ में कि यदि आप Ti को प्रभावित किए बिना Tdको बदल सकते हैं और आप Ti को प्रभावित किए बिना Td को बदल सकते हैं हालाँकि यदि आप Kc को बदलते हैं तो Ti और Td दोनों को बदलते हैं तो उस सीमा तक यह आंशिक रूप से नॉन इंट्रक्टिंग है इसे पैरेलल कहा जाता है क्योंकि तीन शब्दों का मल्टिप्लिकेशन होने के बजाय यहाँ आपके पास तीन टर्म को जोड़ा हैं इसलिए आपके पास तीन टर्म हैं इसलिए इसे पैरेलल कहा जाता है हालाँकि एक मल्टिप्लिकेशन है इसलिए यह फिर से आंशिक रूप से पैरेलल है कभी कभी आइडियल या आईएसएका मतलब है इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ़ अमेरिका मुझे नहीं पता कि ये आइडियल या आईएसए कितने वैध हैं यह है इसका उपयोग अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में किया जाता है और यदि आप अब आप जानते हैआप कर सकते हैं आप सही बदलने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए फार्म एक और फॉर्म दो के बीच का संबंध क्या है उदाहरण के लिए तो यह पता चला है यदि आप अंश में गुणांक के बराबर समीकरणों और हर में हल करते हैं तो केसी Kc' बहुत आसानी से पाया जा सकता है अगर आप वहां मौजूद हैं तो यह कैच है कि अगर केटी Kt अधिक है वह एक प्लस पर है तो यह कारक मुझे बस वापस जाने देता है यानी यह कारक है यह विशेष कारक यदि आप अनदेखा करते हैं तो यह पता चलता है कि आप गेन मैच कर सकते हैं सही और आप कैसे गेन मैच करते हैं इसलिए आप गेन मैच करते हैं दूसरा फॉर्म इसलिए यदि आप यह पता लगाते हैं तो कि आपको ऐसे सूत्र मिलते हैं कि केसी इसके बराबर हो जाता है Ti' इसके बराबर हो जाता है और Td इसके बराबर हो जाता है इसलिए आप देखते हैं कि यदि आप पहले निर्धारित रूप में आप वास्तव में सेटिंग कर रहे हैं तो आप Ti और Td सेट करते हैं यदि आप पहले फॉर्म में Ti Td और Kc सेट करते हैं तो एक्चुअल गेन जिसे कभी कभी इफेक्टिव गेन और इफेक्टिव गेन टाइम कहा जाता है क्या वास्तव में आपकी समझ के अनुसार प्राप्त किया जाएगामान लीजिए कि आपने इस समीकरण को पढ़ा है और आप एक नियंत्रक के पास जा रहे हैं जो पहले रूप में लागू होता है और यदि आप कुछ मान सेट करते हैं तो ये वास्तविक मूल्य समझ जाएंगे नहीं के बराबर होगा ताकि सभी को याद रखने की जरूरत है तो वास्तव में दिलचस्प रूप से यह पता चला है कि कभी कभी आप प्राप्त करते हैंउदाहरण के लिए यदि आपके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं तो आपको कुछ रीडिंग मिलते हैं दूसरे फॉर्म में जहां Ti 4Td के बराबर या कम है यदि आप इसे सेट करना चाहते हैं तो आप वास्तव में इसे पहले फॉर्म में सेट नहीं कर सकते क्योंकि यह पता चलता है कि यदि Ti 4Td से कम है तो Ti Td वॉल्यू कांपलेक्स हैआपको वास्तविक संख्याएंरियल नंबर नहीं मिलेंगीTi और Td जो इसे महसूस कर पाएंगे तो आप देखते हैं पहला रूप कुछ हद तक विवश है दूसरी ओर दूसरा फॉर्म दूसरे फॉर्म में है दूसरे फॉर्म में वह एक प्लस नहीं है जो डेरिवेटिव टर्म के साथ डिनोमिनेटर हैइसलिए वहाँ है जो कि डिनोमिनेटर हो सकता है वास्तव में डेरीवेटिव गेन को सीमित करने के लिए उपयोग किया जाता है जैसा कि हमारे पास है जैसा कि हमने पहले बताया है डेरीवेटिव गेन को सेंसर सिग्नल में नॉइज़ इस तथ्य के कारण जांचने की आवश्यकता हो सकता है कि और फिर फिर डेरिवेटिव आपको बहुत नॉइज़ संकेत देगा यदि आप नॉइज़ सिग्नल्स को अलग करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत नॉइज़ सिग्नल्स मिलते हैं इसलिए एक हैडेरीवेटिव के हाई फ्रीक्वेंसी गेन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है ताकि प्रक्रिया संकेत डेरीवेटिव होने पर नॉइज़ को एम्पलीफाय न किया जाए ताकि यह संभव हो सके पहले फॉर्म में जबकि दूसरा फॉर्म यह है यह संभव नहीं है लेकिन आप उदाहरण के लिए ऐसे कारक जोड़ सकते हैं आप इस तरह के शब्द को जोड़कर उस फैक्टर को जोड़ सकते हैं इसलिए इस शब्द को ओवरआल एक्वेशन के साथ जोड़कर या केवल डेरीवेटिव भाग के साथ जोड़कर इन दो चीजों में से एक को आप उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप तीसरे फॉर्म को देखते हैंजो कि सबसे अधिक है तो आप जानते हैं अच्छे सैद्धांतिक रूप पर यह दूसरे के करीब है लेकिन यह वह है जो इस अर्थ में पूरी तरह से समानांतर है कि 3 कोएफ़िशिएंट Kc Ti और Td पूरी तरह से डीकपल्ड हैआप उनमें से किसी को भी दूसरे को बदलने के बिना बदल सकते हैं इसलिए इस अर्थ में यह पूरी तरह से समानांतर और पूरी तरह से इंटरएक्टिंग है कियहां तक कि Kc भी इंटरएक्टिंग नहीं है इसे कभी कभी इंडिपेंडेंटस्वतंत्र कहा जाता है और ये स्टैण्डर्ड एक्वेशन हैं जो आपको मिलते हैं इसलिए यह तीसरे और दूसरे फॉर्म के बीच का संबंध है आपके दूसरा और पहला फॉर्म बीच पहले से ही एक संबंध है ताकि आप सब्सीट्यूट कर सकें और दूसरे को प्राप्त कर सकें और आप इसी तरह एक कर सकते हैं आप एक डेरिवेटिव टर्म और लेग टर्म के साथ डेरिवेटिव लिमिट प्राप्त कर सकते हैं तो यह है इसलिएयह समझने की जरूरत है कि पीआईडी एक्वेशन अलग अलग प्रारूपों में आते हैं इसलिए अब हमें जल्दी से देखते हैं जिनमें से कुछआप जानते हैंबस पीआईडी एक्वेशन डालना पर्याप्त नहीं हैठीक है इसलिए हमने पहले PID कंट्रोलर के हार्डवेयर को देखा हमने PIDएक्वेशन को देखा है और अब हम PID कंट्रोलर के कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स को देखने जा रहे हैं ताकि हमारे पास पूरे PID कंट्रोलर कार्यान्वयनइंप्लीमेंटेशन के बारे में कुछ विचार हो तो आपके पासमैं बस उन्हें सूचीबद्ध करूंगा कोई विशेष क्रम नहीं है और उनमें से कुछ आप पहले ही देख चुके हैं इसलिए यह आपने पहले ही देख लिया है कि डेरिवेटिव फंक्शन का विकल्प केवल प्रोसेस वेरिएबल पर है और सेट पॉइंट परिवर्तनों पर नहीं क्योंकि सेट पॉइंट में बदलाव कदम कदम के बारी में होता हैं जैसे की अचानकप्लांट के लिए एक बहुत ही उच्च इनपुट के लिए इन्दुस प्रेरित किया है तो इनपुट लगभग एक इंपल्स की तरह और वृद्धि होगी और नीचे आ जाएगा यदि आप एक कदमस्टेप परिवर्तन करते हैं व्युत्पन्न शब्दडेरिवेटिव टर्म के कारण इसलिए आप व्युत्पन्न शब्द डेरिवेटिव टर्मपर ऐसे सेट पॉइंट परिवर्तन कभी नहीं लागू करते हैं लेकिन आप केवल प्रोसेस वेरिएबल के माध्यम से व्युत्पन्न शब्द डेरिवेटिव टर्मलेते हैं तो आपको रीसेट विंडअप सुरक्षा के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता हैइस पर हमने विस्तार से चर्चा की हैआपको बम्प्लेस ऑटो मैनुअल मैन्युअल ट्रांसफर प्रदान करने की आवश्यकता है चर्चा की हैकभी कभी इसके अलावाआप जानते हैंएक नियंत्रक में विभिन्न प्रकार के फिल्टर होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है इसलिए एक फ़िल्टर डेरिवेटिव को सीमित करने के लिए है आप स्पेशल पर्पस फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं जो प्रोसेस के कुछ मोड को उत्तेजित नहीं कर सकते हैं जो बहुत ही दोलन हैं उदाहरण के लिए यदि आप हैं तो कल्पना करें कि यदि आप कोशिश कर रहे हैंयदि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पिघला हुआ स्टील तरल स्टील है और यदि आप उस कंटेनर को स्थानांतरितमूव करने का प्रयास करते हैंतो वह क्या होगा स्टील की सतह हिलने की कोशिश करेगी और यह पिघले हुए स्टील के ऊपर फैल सकती है इसलिए आपको ऐसे ऑपरेशनों निर्माण करने की आवश्यकता है जो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैंआप जानते हैं स्टील पिघलने स्टील पिघलने जिसे मूल ऑक्सीजन भट्टीबेसिक ऑक्सीजन फर्नेस कहा जाता हैइसे झुकाना पड़ता है जहां पिघला हुआ स्टील धीरे धीरे ले जाना होता है इसलिए ऐसे नियंत्रकों के लिए स्टैंडर्ड पीआईडी नियंत्रक ठीक है लेकिन इसके अलावा एक्ट्यूएटर से ठीक पहले आप कुछ फिल्टर साइज डालते हैं जो कि थरथरानवाला मोड यह तरल सतह स्पिलिंग लिंक हो सकते हैं में एक रेसोनेन्ट बिहेवियर के लिए लिंक कर सकते हैं बहुत ही उन डम्पिङ ओस्किल्लाटे मेरा मतलब है की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बहुत कम डम्पिङ ओस्किल्लाटे व्यवहार है इसलिए आप इसे उत्तेजित नहीं करना चाहते हैं इसलिए आप इसलिए आप उस फ्रीक्वेंसी पर इनपुट नहीं देना चाहते हैंइसलिए ऐसे उद्देश्यों के लिए आप कभी कभी नौच फ़िल्टर का उपयोग करते हैं जो आपके पास हैं जो आपको सभी सिग्नल पास करेगा लेकिन केवल में एक बहुत है इसलिए वे जानते हैं वे फ्रीक्वेंसी पर विशेषताओं प्राप्त की है मुझे खेद है थोड़े इस तरह आप जानते हैं इसलिए इस सीमा में वे कण्ट्रोल सिग्नल्स को पारित करेंगे इस सीमा में वे कण्ट्रोल सिग्नल्स को भी पारित करेंगे लेकिन इस नैरो रेंज में वे सिग्नल्स को रोक देंगे इसलिए यदि आपके पास इस रेंज में रेसोनेन्ट फ्रीक्वेंसी है तो यह है ओमेगा इसे यू ओमेगा जे ओमेगा कहा जाता है इसलिए इस रेंज में यह एक यह नौच फ़िल्टर है यह वास्तव में नौच फ़िल्टर का लाभ है इसलिए यह जी है इसलिए इस सीमा में नौच फ़िल्टर आने वाला कोई भी इनपुट की अनुमति नहीं देगा तो ऐसी चीजों को करने की आवश्यकता है आपको एंटी अलियासिंग के लिए फिल्टर की आवश्यकता है आप हैं आप शायद इस बारे में जानते हैं कि इन सभी पीआईडी नियंत्रकों वास्तव में डिजिटल डिवाइस हैं वे सभी में माइक्रोप्रोसेसर हैं और वे सभी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग विधियों के प्रकार का उपयोग करके कम्प्यूटेशन करेंगे इसलिए यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि यदि एक सिग्नल का नमूना लिया जाता है तो उसका एनालॉग स्पेक्ट्रम दोहराया जाता है तो आप यह कर सकते हैं यह एक बहुत ही मानक सिग्नल प्रोसेसिंग घटना है इसलिए यदि आप यदि आप एक सिग्नल लेते हैं जो कि लौ पासहैतो इसका स्पेक्ट्रम यह ओमेगा माइनस ओमेगाकाम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए यदि कोई स्पेक्ट्रम ऐसा है तो और यदि आप इसको सैंपलिंग कर रहे हो इस दर तब यह दोहराई जाती है वास्तव में सैंपलिंग सिग्नल के स्पेक्ट्रम को दोहराया जा रहा है इसलिए इसे अनिश्चित काल तक दोहराया जाएगा ठीक है तो अब कल्पना करें कि यदि आप चाहते हैं यदि आप इसे बनाते हैं यदि आप सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं फिर यह पता चलता है कि मान लीजिएमान लीजिए कि मैं अभी दूसरी तरह से अतिशयोक्ति कर रहा हूंमान लीजिए कि फिल्टर सिग्नल हैइस बैंडविड्थ का सिग्नल है तो आप इसे इस फ्रीक्वेंसी पर फ़िल्टर कर रहे हैं तो यह लॉब्सअब आ जाएंगे और ओवरलैपिंग शुरू करेंइसलिए यह लॉब्स में से एक होगा और शायद यह दूसरा लॉब्स होगाइसलिए क्या होगाप्रभावी रूप से एक बार इन दो पालियों कोयदि आप समन लेते हैंतो आप डिजिटल की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने जा रहे हैं संकेतकुछ इस तरह दिखेगा तो आप यह देखते हैं लेकिन यह सिग्नल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैयहआमतौर पर लौ पासके लिए लौ फ्रीक्वेंसी वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप देखते हैं कि सिग्नल की उच्चहाईफ्रीक्वेंसी वाला हिस्सा जो नियंत्रण के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था एक तरह से मुड़ा हुआ है और यह कम आवृत्ति वाले हिस्से पर आ गया है जो अब लौ फ्रीक्वेंसी वाले हिस्से को प्रभावित कर रहा है जो महत्वपूर्ण है मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं इसलिए इस प्रयोजन के लिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसा न हो इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप केवल आप पहले एनालॉग सिग्नल को काटते हैं ताकि उच्च आवृत्तिहाई फ्रीक्वेंसीवाला हिस्सा कम आवृत्तिलौ फ्रीक्वेंसी वाले हिस्से में वापस न आ सके इसलिए उस उद्देश्य के लिए आपको फिल्टर की आवश्यकता होती है और ऐसे फिल्टर को एंटी अलियासिंग फिल्टर कहा जाता है इसलिए आपको ऐसे फिल्टर की आवश्यकता होती है हमें यह याद रखना चाहिए इसी तरह यह भी हमने देखा है कि हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या हम PID एल्गोरिथ्म को स्थिति में या ऐप में या निरपेक्ष या दूसरे शब्दों में या वेग रूप या वृद्धिशील रूप में महसूस करने जा रहे हैं सम्मान के साथ कुछ निश्चित फायदे हैं ऑटो मैनुअल ट्रांसफर कुछ एक्ट्यूएटर्स हैं जो वृद्धिशील आउटपुटइंक्रीमेंटल आउटपुट लेंगे इसलिए इसे तय करने की आवश्यकता है कभी कभीआप जानते हैंआम तौर पर जैसा कि हमने सीखा है इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने देखा है कितुलनाकर्ताओं को मान लें इसलिए तुलनित्र यदि आपके पास आदर्श तुलनाकर्ता हैं तो आउटपुट स्विचिंग पर रहेगा ठीक है इसलिए हम एक या तो एक हिस्टैरिसीस डालते हैं या ए या 0 पॉइंट के आसपास एक छोटा डेड जोन हैं तो हम कहते हैं कि यदि यहाँ थोड़ी एरर है तो इस क्षेत्र में एरर तो मैं नहीं जा रहा हूँमैं अपना नियंत्रण आउटपुट पहले की तरह रखने जा रहा हूँइसलिए आप एक हिस्टैरिसीस डालते हैंआप जानते हैंमुझे स्पष्ट रूप से आकर्षित करना चाहिए एक इनपुट आउटपुट विशेषता और आपके पास एक हिस्टैरिसीस वक्रहिस्टैरिसीस कर्वहैइसलिए आपके पास है इसलिए आप कहते हैं कि यदि एरर इस क्षेत्र में हैतो मैं बनाए रखने जा रहा हूंमूल रूप से बनाए रखूंगाइसलिए यदि मैं हूं तो मैं यहां था मैं बनाए रखूंगा जब तक कि एरर इस क्षेत्र से बाहर जाती है और फिर मैं करूँगा इसलिए यह एक है यह एक हिस्टैरिसीस स्विच है ठीक है अब आपके पास एक चिकनी तनाव हिस्टैरिसीस कम्पेरेटिव हो सकती हैआपके पास भी ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए आप कहते हैं कि मैं लाभ पर ध्यान देने जा रहा हूँ और वे धीरे धीरे गेम बदलते हैं इसलिए इस क्षेत्र में लाभ होता है आउटपुट स्विच नहीं होता है इसलिए नॉइज़ से बचने के लिए यह चीजें की जा सकती हैं बेशक क्योंकि वेशायद आप वास्तव में उस एरर को सहन कर सकते हैं और यह अन्यथायह होगायह अनावश्यक रूप से नॉइज़ के कारण एक्ट्यूएटर को स्थानांतरित करने में हर समय होगा इसलिए एक्ट्यूएटर इसलिए कुछ एक्ट्यूएटर के लिए यह तब अच्छा नहीं हो सकता है आपको मैनुअल बायस के लिए प्रावधान प्रदान करने की आवश्यकता है आप जानते हैं मैनुअल मैनुअल इनपुट बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप पसंद कर सकते हैं कि ऑपरेटर कभी कभी मैनुअल बायस प्रदान करेगा यदि वह एक बहुत ही अनुभवी के रूप में काम करता है और खुद कभी कभी बहुत ही नॉन लीनियर के रूप में कार्य कर सकता और परिष्कृत नियंत्रक है इसलिए यदि यह पीआईडी आउटपुट को पसंद नहीं करता है तो आप उन्हें इसे बदलने का अवसर देना पसंद कर सकते हैं यह कहते हुए जाने दो इसलिए ये हैं आप आमतौर पर जानते हैं कार्यान्वयन सुविधाएँ और अब हम नियंत्रण में कुछ तथ्यों पर आएंगे मैं नियंत्रण में शुरुआती कार्यों के साथ शुरू करना चाहता था क्योंकि ये ऐसे हिस्से हैं जो हम आमतौर पर एक अंडरग्रेजुएट कंट्रोल कोर्स में करते हैं हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं और न ही मैंने उन पर ध्यान दिया है यहाँ पर मैं कम से कम यह उल्लेख करूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं इसलिए सबसे पहले हेरफेर किए गए चरवेरिएबलका चयन करें किन चरोंवेरिएबल का हेरफेर किया जाना है नियंत्रित चरोंवेरिएबल का चयन किन चरों को नियंत्रित किया जाना है अतिरिक्त मापों का चयन कभी कभी आपके लिए आवश्यक है आप जानते हैं गड़बड़ी अस्वीकृति जैसे अच्छे नियंत्रण प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए चुनाव आवश्यक है जैसा कि हमने देखा है कैस्केड लूप्स तो आप कैस्केड कैसे करने जा रहे हैं जो कि आप जिस चरवेरिएबल को समझना चाहते हैं और उसे एक आंतरिक लूप फीडबैक के रूप में खिलाते हैं आपको उसे समझने की आवश्यकता है नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन का चयनइस तरह से आप नियंत्रकों और सेंसर को जोड़ने जा रहे हैं क्या आप इसे फीड फॉरवर्ड के साथ कैस्केड में कनेक्ट करने जा रहे हैं या आपने कुछ विशेष विशेषताएं देखी हैं जैसे आप स्मिथ प्रेडिक्टर को जानते हैं इसलिए इनकी आवश्यकता है और नियंत्रक प्रकार का चयन तो फिर आप एकल लूप नियंत्रकों के एक सेट का उपयोग करने जा रहे हैं या क्या हम मल्टीवारिअबले नियंत्रकों का उपयोग करने जा रहे हैं या आप डी कपलर के साथ एकल चर नियंत्रकों के सेट के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए सभी चीजें इन विकल्पों को बनाने की जरूरत है और उसके बाद ही हम सवाल करेंगे एक बार जब आप इन का चयन कर लेंगे तो सेटिंग का सवाल आएगा मेरा मतलब है नियंत्रण लूप डिजाइन जिस पर हम इतना ध्यान देते हैं इसलिए यह आता है बहुत बाद में मंच यह कुछ ऐसा है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता था हालाँकियह पता चला है कि इनमें से कई प्रश्न आम तौर पर दिए गए प्लांट के वर्ग के लिए होते हैं ये प्रश्न आम तौर पर तय किए जाते हैं कि क्या आप एक रिएक्टर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कौन से चर को पहचाना जाना चाहिए आमतौर पर सही ज्ञात है इसलिएलेकिन आम तौर पर जब आपके पास एक बड़ा प्लांट होता है तो यह इतना स्पष्ट नहीं हो सकता है ये विकल्प अगले आपको पता लगाना हैइसलिए एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैंतो आपको नियंत्रण के उद्देश्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जिसे आपको जानना चाहिएजहां आप करना चाहते हैं वे चरवेरिएबल कौन से हैं जिन्हें आप नियंत्रित करना चाहते हैं किस तरीके से और कहाँ आप ऐसे मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं जो आपके पास हैं आपके पास प्लांट से अच्छा प्रदर्शन है और आम तौर पर प्रदर्शन को पैसे के संदर्भ में मापा जाता है सही इसलिएआपके पास एक बार आपके पास आप मोटे तौर पर उन परिचालन उद्देश्यों को समझते हैं जिन्हें आपको उन्हें निर्धारित करने की आवश्यकता हैइसलिए आपको वास्तव में उन मूल्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता है जो कुछ स्केलर लागत को कम करेंगे सही स्केलर का मतलब है ऑपरेशन की एक समग्र लागतशायद प्रति घंटे रुपये के रूप में व्यक्त किया गया इसलिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्रवाह में आने वाली विभिन्न अड़चनें यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं आपको प्रवाह पर अवरोधों की पहचान करने की आवश्यकता है विभिन्न उपकरण बाधाओं एक्चुएटर इनपुट बाधाओं और आपको उत्पाद विनिर्देशों को समझने की भी आवश्यकता हैयह है कि क्या हैं हम कहते हैंउत्पाद रचना सीमा या उत्पाद आयाम सीमा है या नहीं इसलिए नियंत्रण उद्देश्यों को निर्दिष्ट किए जाने से पहले पहचाना जाना बहुत महत्वपूर्ण है उसके बाद ही आप लक्ष्य कर सकते हैं तुम भी एक नियंत्रक डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं यह पता चलता है कि लागत जेकि लागत है जिसे आप कम से कम करना चाहते हैंआम तौर पर निर्भर करता है की वेरिएबलचर के स्टेडी स्टेट वैल्यूस्थिर राज्य मूल्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है विशेष रूप से प्रोसेस कण्ट्रोलप्रक्रिया नियंत्रण में जैसे कि प्रवाह क्योंकि प्रक्रिया नियंत्रण नहीं हैंप्रक्रियाएं आमतौर पर हमेशा नहीं होती हैंसभी नहीं समय दोलनशीलसही वे करेंगेवे एक समय में एक बार दोलन करेंगे लेकिन अधिकांश समय वे आपके स्थिर अवस्था में रहने वाले हैं और इसलिए यह स्थिर अवस्था मान हैं जो मुख्य रूप से लागत तय करते हैं इसलिए इसे भी पहचानने की जरूरत हैइसे हम जैसे लोगों को समझना चाहिए जो डायनामिक्स पर बहुत ध्यान देते हैं लेकिन कभी कभी स्टेडी स्टेट ऑपरेशन की उपेक्षा करते हैंमैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह स्टेडी स्टेट ऑपरेशन जो आम तौर पर एक प्रक्रिया नियंत्रण संयंत्र में ऑपरेशन की लागत तय करता है अब यह लागत अनुकूलनकॉस्ट ऑप्टिमाइजेशनयह किस हद तक संभव हैयह स्वतंत्रता की डिग्री पर निर्भर करता हैअब स्वतंत्रता की डिग्री क्या है स्वतंत्रता का मूल रूप से मतलब हैमूल रूप से यह इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हैमान लीजिए कि आप कहते हैं कि ठीक है मेरे पास ये हैं यह संयंत्र है ये शासी समीकरण हैं ये चीजें हैं जो नियंत्रित की जाती हैं जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है या जोड़ तोड़ किया जा सकता है वे चीजें हैं जिन्हें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है वे हमें दी जाती हैं जिन्हें आप गड़बड़ी जानते हैं कुछ प्रवाह दर या कुछ तापमान से आने वाले कुछ फ़ीड उस पर कोई नियंत्रण नहीं है तब इस स्थिति को देखते हुए यह संभव है कि हम स्वतंत्र रूप से मूल्यों को निर्धारित करें हमें कुछ तापमानटेम्परेचर और कुछ स्तरलेवल कहना चाहिए तो ऐसे प्रश्न आप जानते हैं कि क्या संभव है आप जानते हैं स्वतंत्रता की डिग्री जो है जो प्राप्त करना संभव है किस प्रकार के नियंत्रण उद्देश्यों को नियंत्रण के साथ स्थिति को प्राप्त करना संभव है इसलिए नियंत्रण उद्देश्यों को निर्धारित करने से पहले समझना बहुत महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यदि n प्रोसेस एक्वेशनप्रक्रिया समीकरणों की संख्या हैआम तौर पर स्टेट्स की संख्या के बराबर है और f वेरिएबल की संख्या है और ndएक्सटर्नाली कन्स्ट्रैनेड वेरिएबल की संख्या है बाहरी या बाधा तो आप जानते हैं कभी कभी वे जब हम विवश करते हैं यह समझें कि आप उन्हें कुछ विशिष्टताओं के कारण स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं कभी कभी वे बाहरी रूप से आ रहे हैं जैसे मैंने कुछ फ़ीड के प्रवाह को कहा था और यदि n नियंत्रण उद्देश्यों या स्पेसिफिकेशन्सविशिष्टताओं की संख्या हैतो आमतौर पर हमने अपने स्टेडी स्टेट ओब्जेक्टिवेस को लिया हैइसलिए इस मूल्य स्थिर पर कुछ बनाए रखा जाना चाहिएयह एक नियंत्रण उद्देश्य है इसलिए यदि आपके पास ऐसे उद्देश्यों की संख्या n है डिग्री ऑफ़ फ्रीडमस्वतंत्रता की डिग्री को आम तौर पर f n nd कहा जाता है मूल रूप से क्या है कि आपके पास f की संख्या में वेरिएबल मुफ्त वेरिएबल हैं अब उनमें से n तो मेरा मतलब है कि आदर्श रूप से आपके पास स्वतंत्रता की डिग्रीडिग्री ऑफ़ फ्रीडम होगी क्योंकि ये f चर हैं जो अंतरिक्ष में स्थानांतरित हो सकते हैं लेकिन n समीकरणों के कारण वे पहली बाधा हैं इसलिए वे इसलिए यह f n है सही है इसलिए यदि आपके पास तीन चर हैं और यदि आपके पास दो समीकरण हैं तो केवल एक विशेष रैखिक संयोजन जिसे आप असाइन कर सकते हैं या एक विशेष चर जिसे आप असाइन कर सकते हैं लेकिन आप इन दो समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र रूप से तीन चर निर्दिष्ट नहीं कर सकते तो फिर यह f n हो जाता है और फिर इससे अधिक होता है तो इन f n से कुछ और स्वतंत्रता की डिग्री खो जाती हैं क्योंकि कुछ वेरिएबल बाहरी रूप से सेट होते हैं इसलिए आप उन्हें अलग नहीं कर सकते तो फिर स्वतंत्रता की शेष डिग्री f n nd है और यह नियंत्रण उद्देश्यों कण्ट्रोल ओब्जेक्टिवेस की संख्या से अधिक होना चाहिए इसलिए यदि ऐसा है तो यदि नियंत्रण उद्देश्यों की संख्या इसके बराबर है फिर आपका समाधान आपको नियंत्रण समस्या का एक अनोखा समाधान मिलेगाअगर यह इससे अधिक है तो आप इसे संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अनजान की तुलना में अधिक संख्या है या यदि यह उससे कम है तो आपके पास कुछ और अनुकूलन का मौका हैआप डाल सकते हैंआप वास्तव में कुछ और उद्देश्यों में ला सकते हैं तो बस आपको एक संक्षिप्त उदाहरण देने के लिएएक स्टिर टैंक हीटर पर विचार करें मूल रूप से एक टैंक जिसमें कुछ प्रवाह आ रहा है और आप टैंक के तापमान के साथ साथ स्तर को बनाए रखना चाहते हैं इसलिए आप ये हैं दो गवर्निंग एक्वेशन बहुत आसान है इसलिए यह स्तर एक्वेशन है और यह तापमान एक्वेशन है हम मान रहे हैं कि हम कुछ हीट इनपुट दे रहे हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं तो दो समीकरण हैंइसलिए n 2 के बराबर हैंछह वेरिएबल हैंइसलिए f इनमें से 6 के बराबर हैंदो में गड़बड़ी है इसलिए Fi और Ti जो कि प्रवाह दरफ्लो रेटऔर फ़ीड का तापमान हैइसलिए हम मानते हैं कि हम नहीं कर सकतेइसलिए वे खो गए हैंइसलिए दो खो गए हैं इसलिए 6 2 2 सेइसलिए स्वतंत्रता की शेष डिग्री 2 हैइसलिए इसका मतलब है कि यह 2 नियंत्रण उद्देश्यों तक ले सकता है इसलिए यदि आप सेट करना चाहते हैंयदि आप Q F को नियंत्रित करके T और F को नहीं T और H सेट करना चाहते हैं तो यह संभव होगा तो यह स्वतंत्रता की डिग्रीडिग्री ऑफ़ फ्रीडम के बारे में है इसी तरह आप देखते हैं कि कभी कभी आमतौर पर आपके पास एक नियंत्रण लूप हो सकता हैआपके पास विशिष्ट नियंत्रण लूप है जिसे हम वास्तव में स्वतंत्रता की एक डिग्रीवन डिग्री ऑफ़ फ्रीडममानते हैंयह समझना बहुत महत्वपूर्ण है तो आप देखते हैं कि यह एक विशिष्ट नियंत्रण लूप हैजिसमें कई डिस्टर्बेंस गड़बड़ी हो सकती है यहाँ यहाँ साथ ही साथ R भी हैं तो यह वह क्या है जो हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम समय पर विचार करेंइन दोनों के बारे में भूल जाएं और इसे केवल एक पर ही ध्यान देइसलिए हम क्या चाहते हैंहम चाहते हैं कि अच्छा सेट पार्ट ट्रैकिंग हो इसलिए यह R द्वारा रेस्पॉन्स Y हैआप शेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं उसी समय हम अच्छी डिस्टर्बेंस गड़बड़ी चाहते हैं यह प्रतिक्रिया Y D0 भी हम शेयर करना चाहते हैंलेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि यह स्वतंत्रता नियंत्रक की एक डिग्री है इसलिए C का उपयोग करके आप या तो आप कर सकते हैंआप दोनों को स्वतंत्र रूप से नहीं चुन सकते हैं ठीक हैअर्थात्यह समीकरणों से स्पष्ट है तो यह जो कहता है यह कहता है कि यह Y और R के बीच ट्रांसफर फ़ंक्शन है और यह Y और D0 के बीच ट्रांसफर फ़ंक्शन हैइसलिए आप देखते हैं कि यदि आप C चुनते हैंयह निश्चित मान जाता हैइसलिए मान लीजिए कि आप अपनी डिस्टर्बेंस रिस्पांस को डिजाइन करने के लिए DC चुनते हैंतो आपकी सेट पॉइंट रिस्पांस वेरिएबल तय हो गई हैआप इसे बदल नहीं सकते हैं इसलिए आपके पास स्वतंत्रता की केवल एक डिग्री है आप केवल एक वेरिएबल के लिए रिस्पांस सेट कर सकते हैं तोया इसके विपरीत यदि आप एक विशेष संदर्भ प्रतिक्रियारिस्पांस प्राप्त करने के लिए C का चयन कर रहे हैं तो आपकी फिर आपकी गड़बड़ी प्रतिक्रियाडिस्टर्बेंस रिस्पांस तय की जाती है अब आप इसे बेहतर बना सकते हैंइस स्थिति को सुधार सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए इस मामले में स्वतंत्रताफ्रीडम के दो डिग्री हैंक्योंकि आपने एक सेट पॉइंट प्री फ़िल्टर पेश किया है इसे सेट पॉइंट प्री फ़िल्टर कहा जाता है तो आप जो कर रहे हैं आप D0 पर प्रतिक्रिया देने के लिए C चुनते हैं और फिर एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप रिफरेन्स रिस्पांस को आकार देने के लिए H को असाइन करने के लिए चुनते हैं हालाँकि अभी भी कंस्ट्रेंट्सअड़चनें हैं लेकिन आप इस संरचना को महसूस करने के लिए मनमाने ढंग से प्रतिक्रियाएं नहीं दे सकते हैं लेकिन फिर भी आपने उस संदर्भ को आकार देने के साथ साथ गड़बड़ीडिस्टर्बेंस को आकार देने के लिए दो स्वतंत्र रास्ते बनाए हैं लेकिन याद रखें कि अभी भी आप नहीं करते हैं अगर आप केवल एक सी चुनते हैं तब आप अपनी आकृति नहीं बना सकतेअपनी प्रतिक्रिया को D0 और Di और Dm को एक साथ आकार दे सकते हैंआप इसे उनमें से केवल एक के लिए कर सकते हैं तो आप देखते हैं इन पर कंट्रोल स्ट्रक्चर का चयन करने में सक्षम होने का एहसास होना चाहिए इसलिए यदि आप वास्तव में हमें बताता है कि यदि हम स्वतंत्र गड़बड़ी इंडिपेंडेंट डिस्टरबेंसऔर रेफरेंस सेट पॉइंट को असाइन करना चाहते हैंतो हम कन्वेंशनल कंट्रोल स्ट्रक्चरपारंपरिक नियंत्रण संरचना का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि स्वतंत्रता का एक डिग्री है तो इसी तरह मान लीजिए कि हमारे पास दो विकल्प हैंहमें वास्तव में कई प्रोसेस वेरिएबल को नियंत्रित करना है इसलिए हमारे पास विकल्प हैंइसलिए हमारे पास क्या विकल्प हैं कि या तो हम सिंगल लूप कंट्रोलरों के एक सेट का उपयोग कर सकते हैं जो कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल है A वेरिएबल B को कंट्रोल करता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल C वेरिएबल D को कंट्रोल करता है इसलिए A से B एक सिंगल लूप कंट्रोलरB का फीडबैक देते हैं और A को ड्राइव करें D का फीडबैक देते हैं और C को ड्राइव करेंइसलिए आपके पास सिंगल लूप कंट्रोलर का एक सेट है उसकी तुलना में आप क्या कर सकते हैं दूसरा विकल्प क्या है अन्य विकल्प में एक बड़ा बहुक्रियाशील नियंत्रक हैजो सभी फीडबैक लेगा और जो सभी एक्ट्यूएटर्स को चलाएगा और यह एक बहु परिवर्तनीय प्रणाली है यह अधिक आधुनिक है तो जब आप क्या करते हैं तो आपके पास नॉन इंटरएक्टिंग प्रोसेस हैंआप देखते हैं किआप वास्तव में यदि आपके पास एक ही लूप नियंत्रक है तो जब आप एक प्रोसेस को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैंतो एक वैरिएबल जिसका आप ध्यान नहीं रख सकते हैं तथ्य यह है कि इस वैरिएबल में परिवर्तन से दूसरे वैरिएबल में परिवर्तन हो सकता हैइस तथ्य पर विचार नहीं किया जा सकता है इसलिए यदि वैरिएबल डायनामिक के बीच इंटरेक्शन होता है तो एकल लूप नियंत्रकों का सेट बहुत समस्याग्रस्त हो सकता है और इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार आपको इनमें से कई वैरिएबल पर कंस्ट्रेंट्स रखनी पड़ सकती हैंलेकिन तब प्रत्येक नियंत्रक वास्तव में केवल एक को नियंत्रित कर रहा हैइसलिए यदि आपके पास ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो बदलते रहते हैं तो एकल लूप नियंत्रकों के इस सेट का उपयोग करना बहुत मुश्किल है तो मेरा मतलब है कि दूसरी तरफ ट्यूनिंग बहुत सरल है कुछ प्लस पॉइंट्स हैंआपको वास्तव में वहां उनका उपयोग किया जाता है और वे इसे विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हैं जहां महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन या कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं डायनामिक कंस्ट्रेंट्स को बदलनातो आपको आवश्यकता हो आपकी मॉडलिंग की आवश्यकता कम हैआप सरल प्रयोगों द्वारा मॉडल बना सकते हैंवे आम तौर पर सरल हैंसामान्य रूप से सरल हैं दूसरी तरफ आपको पेयरिंग निर्धारित करने की आवश्यकता हैयह बहुत महत्वपूर्ण हैयह वह मनुपुलेटेड वेरिएबल है जिसे आप सेट अप करने के लिए एक लूप चुनेंगेजिस नियंत्रित वेरिएबल को पेयरिंग कहा जाता हैआप जानते हैं कि पेयरिंग दो इनपुट उत्पन्न करता हैतो यह एक दिलचस्प बात है और लोगों के पास विभिन्न विधियां हैं हमने उनका अध्ययन नहीं किया है लेकिन इसके लिए इसकी आवश्यकता है इसी तरह यह पता चलता है कि आपके पास परफॉरमेंस लोस्स हैआप इस तरह के नियंत्रणइस तरह के अच्छे नियंत्रण को प्राप्त नहीं कर सकते हैंजैसा कि आप मल्टी वैरिएबल कण्ट्रोल के साथ कर सकते हैं और जब हमारे पास सक्रिय कंस्ट्रेंट्स हैंतो आपके पास बहुत जटिल लॉजिक हैंआपके पास इन सेटों के ऊपर एकल लूप नियंत्रक होना चाहिएआपके पास पर्यवेक्षी लॉजिक होना चाहिए जो इन सभी एकल लूप नियंत्रकों को देखेगा और शायद सेट पॉइंट्स को ध्यान से हेरफेरमैनिपुलेट करेगा तो इस तरह के लॉजिकऐसे अतिरिक्त लॉजिक की आवश्यकता होती है इसलिए सभी compयह इतना सरल नहीं है दूसरी तरफ यदि आपके पास मल्टी वैरिएबल नियंत्रक हैं तब प्रक्रिया में इंटरेक्शन के साथ साथ कंस्ट्रेंट्स को बहुत सहजता से नियंत्रित किया जाता हैवास्तव में आप जैसी चीजें जानते हैं एमपीसीमॉडल प्रेडिक्टिव कण्ट्रोल जो आज उद्योग में बहुत लोकप्रिय हैंनियंत्रण के तरीके हमने एमपीसी का अध्ययन नहीं किया हैहमारे तरीकों को जो मल्टी वैरिएबल प्रोसेस इंटरेक्शन के साथ जिनमे कंस्ट्रेंट्स को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया हैइसलिए वे सभी विधि में निर्मित होते हैं और उन्हें बहुत कुशलता से नियंत्रित किया जाता है ठीक है तो आपके पास है इंटरेक्शन की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से बेहतर प्रदर्शनआपके पास फीड फ़ॉरवर्ड कंट्रोल को आसानी से संभालना है फ़िर से फीड फ़ॉरवर्ड करना है और यह सिस्टम को मल्टीवार्जेबल बनता हैंआपके पास बदलती बाधाओं को आसानी से संभल सकते हैंजैसा कि हमने उल्लेख किया है और इसके लिए एक मल्टीवैलिबल डायनेमिक मॉडल की आवश्यकता है ट्यूनिंग स्पष्ट रूप से मुश्किल हैसिंगल लूप नियंत्रण के एक सेट की तुलना में बहुत अधिक कठिन हैकम पारदर्शी को समझना मुश्किल है और यह महत्वपूर्ण बात हैकि विफलताएं बहुत हानिकारक हो सकती हैं तो क्या होता हैवह यह है कि आप जानते हैंआपने डाल दिया हैआपने सभी छोरों को रखा हैअब एक बॉक्स मेंइसलिए यदि वह बॉक्स विफल हो जाता है तो आपकी प्रक्रिया के लिए पूर्ण नियंत्रण खो जाता हैयह एक है यह समझने की जरूरत है और इसलिए यह एक बड़ी विश्वसनीयता का खतरा हो सकता हैएक बहुक्रिया नियंत्रक हो सकता हैइसलिए कभी कभी आपको रेडंडान्त की आवश्यकता होती है एक नियंत्रण लूप में प्रदर्शन सेंसर नॉइज़ से या तो सीमित हो सकता है सेंसर नॉइज़ बैंडविड्थ के करीब सीमित करता है यदि आप बैंडविड्थ के करीब बढ़ाते हैं तो नॉइज़ आउटपुट में जाएगायदि आपके पास सेंसर बायस हैतो हमने चर्चा की है कीबिल्कुल वैसा ही बायस विशेषकर एकता प्रतिक्रिया नियंत्रण मेंबिल्कुल वैसा ही बायस आउटपुट में दिखाई देगा सेंसर की डायनामिक्सआप जानते हैंकभी कभी उदाहरण के लिए कुछ सेंसर जो कि थर्मोकॉप्ल्स हैंउन्हें सीधे प्रक्रिया में नहीं डाला जाता है वे वास्तव में एक वेलके माध्यम से डालते हैं ताकि तापमान के लिए अच्छी तरह से हीट को वेल के माध्यम से प्रवक करने के लिए कुछ टाइम कांस्टेंट लगते हैं और ऐसे टाइम कांस्टेंट स्थिरता की समस्या पैदा कर सकती है सही उन्हें कभी कभी हाई पास फ़िल्टरिंग द्वारा रद्द किया जा सकता है लेकिन फिर से नॉइज़ का निर्माण होगा इसलिए कोई उपाय नहीं है आपको कीमतों का भुगतान करना होगासेंसर नॉन लिनारिटीआप जानते हैंसेंसरयदि सेंसेस नॉन लिनार हैं उदाहरण के लिए बताएं हम एक ओरिफाईस मीटर सेंसर लेते हैं इसमें एक है इसके बेसिक सेंसिंग मेकनिज़्म में एक स्क्वायर रुट लॉ हैंइसलिए यदि आप इसे एक लीनियर सेंसर के रूप में लेते हैं तो क्या होता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहां प्रक्रिया लाभप्रोसेस गेन बदलता रहता है यदि आप सौ प्रतिशत प्रवाह पर काम कर रहे हैं तो एक प्रक्रिया लाभ प्रोसेस गेनहोगायदि आप बीस प्रतिशत प्रवाह पर काम कर रहे हैं तो एक और प्रक्रिया लाभप्रोसेस गेनहोगा इसलिए नियंत्रक लाभ को रूढ़िवादी रूप से घेरने की आवश्यकता है इसलिए आपको करना होगा स्थिरता के विचार के लिए यदि आप एक निरंतर लाभ नियंत्रक स्थापित कर रहे हैं तो आपको लाभ निर्धारित करने की आवश्यकता हैजो सभी प्रक्रियाओं के लिए सभी प्रक्रिया लाभ के बिना दोलन के कारण के लिए काम करेगा तो जाहिर है अब अब आप लाभ कम सेट करेंगे और जब प्रक्रिया लाभप्रोसेस गेनकम हो जाएगा तो यह सुस्त व्यवहार को बढ़ावा देगा कभी कभी यह बहुत अच्छी तरह से एक्ट्यूएटर में एक नॉन लिनारिटी होने से रद्द हो सकता हैताकिसमग्र लूप सेंसर नॉन लीनियर वास्तविक नॉन लीनियर द्वारा रद्द हो जाता है एक्ट्यूएटर नॉन लीनियर और वास्तव में यह वाल्व का उपयोग करके होता है क्योंकि वाल्वों में कभी कभी नॉन लिनारिटी होती है हम इन सभी को बाद में देखने जा रहे हैं इसी तरह एक्ट्यूएटर्स के लिएआपके पास सातूराशनसंतृप्ति हो सकती है सातूराशनसंतृप्ति वास्तव में ट्रांसिएंट रिस्पांस को सीमित कर देगी क्योंकि मेरा मतलब है कि आप एक सिस्टम को कैसे तेजी से आगे बढ़ाते हैं इसे बहुत अधिक इनपुट देकर और तेजी से देकर तो आपको अच्छे इनपुट की आवश्यकता है और आपको रेट लिमिट्स की आवश्यकता है आपको उच्च रेट लिमिट्स की आवश्यकता है आप बहुत तेजी से इनपुट को बढ़ा सकते हैं इसलिए यदि आपके पास इन सीमाओं में से कोई भी हैतो आप संयंत्र को पर्याप्त रूप से नहीं धकेल सकते हैं और जैसा कि आपबैंडविड्थ के करीब तीव्र प्रतिक्रिया खो देते हैं इसी तरह कभी कभी रेसोलुशनआप जानते हैंकुछ एक्ट्यूएटर्स छोटे मोटे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप स्टिक स्लिप मोशन जानते हैं इसलिए यदि आप इसे स्थानांतरित करते हैं तो वे चलेंगे और फिर वे फिर से शुरू हो जाएंगे इसलिए यदि आपके पास ऐसी स्टिक स्लिप मोशन है तब एक्ट्यूएटर नहीं कर सकता है वास्तव में रिज़ॉल्यूशन के कारण यह दोलन करता रहता है इसलिए यह वहां चला जाएगा वहां वास्तव में बहुत अधिक सुधार वापस आ जाएगा फिर से यह वहां आ जाएगा इसलिए यह ऐसा करता रहता है और इसके कारण आपको दोलनों का पता चलता है इसलिए आमतौर पर इस तरह की रिज़ॉल्यूशन समस्याएं डिजिटल एक्चुएटर्स जैसी स्टेप मोटर्स के कारण होती हैं या वे स्टिक स्लिप फ्रिक्शन के कारण हो सकती हैं और इसका प्रभाव यह है कि यह बंद लूप में निरंतर दोलन के कारण हो सकता है इसी तरह एक्ट्यूएटर नॉन लीनियरिटी हमने पहले ही इसका उल्लेख किया है इसी तरह प्रोसेस मॉडलयह हम पहले ही देख चुके हैंसमय की देरीटाइम डिलेस्थिरता की समस्याओं का कारण बनती है और प्रदर्शन में गिरावट आती हैलाभ को कम रखना पड़ता है और यदि समय की देरी से प्रक्रिया के पैरामीटर का सही पता चल जाता है तो उनमें से कुछ को सही किया जा सकता हैइसे सटीक रूप से जानें यह बहुत मुश्किल है और प्रक्रिया मॉडल भी बदलता रहता है हाफ प्लेन जीरो विलंब और मॉडल एरर की तरह हैंइसलिए याद रखें कि मॉडल मॉडल एरर हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी क्षेत्र में उच्च होती हैं इसलिए बैंडविड्थ को बढ़ाते हुए आप जल्द ही अनिश्चित में जा रहे हैं तो आपको बैंडविड्थ को करीब सीमित करने की आवश्यकता है जैसे कि मॉडल काफी सटीक हैं इसलिए यहां हम समीक्षा पर आए हैं हमने नियंत्रक कार्यान्वयन की समीक्षा की है हमने उस नियंत्रण संरचना एल्गोरिदम के तहत पीआईडी समीकरण और नियंत्रण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखा हैनियंत्रण प्रदर्शन को देखा है और देखा है कि किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है इसे प्राप्त करना उचित है हमने देखा है विभिन्न प्रकार के प्लांट डायनेमिक्स और बाधाएं जो नियंत्रण के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं और हमने हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर विशेषताओं को देखा है जो प्रदर्शन को सीमित करेंगे जो कि निश्चित रूप से एल्गोरिदम है तो आप इन सवालों पर विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रियाओं में सिंगल लूप नियंत्रण प्रभावी होने की संभावना है इसलिए क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं एक औद्योगिक नियंत्रक की कुछ विशिष्ट विशेषताएं या आप पीआईडी कण्ट्रोल लॉ के विभिन्न रूपों को बता सकते हैं औरउनका रूपांतरण कर सकते हैं उदाहरण के लिए थ्री टू वन फॉर्म थ्री टू फॉर्म वन हमने अभी तक नहीं किया है क्या आप कर सकते हैं क्या आप उस पर गौर कर सकते हैं यह बता सकते हैं कि सेंसर किन तरीकों से नियंत्रण प्रदर्शन और सेंसर या एक्ट्यूएटर को सीमित कर सकते हैं और डिग्री की गणना कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर में स्वतंत्रता यह एक अच्छी समस्या है इसलिए गणना करें गर्म और ठंडे प्रवाह पर बाईपास के साथ एक मानक हीट एक्सचेंजर लें उन पर वाल्व लगाएं और फिर स्वतंत्रता की डिग्री की गणना करने की कोशिश करेंताकि सब कुछ हो सके आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद